तो इस व्याख्यान में पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पेश करने के बाद जो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने किया है उसके समान है हम बात करेंगे कि कुछ प्राथमिक कार्यों के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को कैसे खोजें तो फूरियर रूपांतरण और इसके अनुप्रयोग पहले से ही पिछले व्याख्यानों में किए जा चुके हैं तो आज यह एक नया परिवर्तन है जहाँ हम इसे लाप्लास परिवर्तन कहते हैं तो सामान्य तौर पर ऐसे परिवर्तनों की अवधारणा हालांकि हम पहले ही लाप्लास परिवर्तन पर चर्चा कर चुके हैं तो बस इस अवधारणा की फिर से समीक्षा करने के लिए तो हमारे पास इस रूप का एक इंटीग्रल है तो कुछ 𝑎 को 𝑏 और फिर वहाँ एक फंक्शन 𝐾 ऑफ 𝑠 और 𝑡 का और फिर 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 का है तो जब हम इस फंक्शन 𝑓 𝑡 को इंटीग्रेट करते हैं 𝑡 के तहत 𝐾 की मदद से तो इसे कर्नल कहते हैं इस प्रकार फंक्शन 𝑡 में था और अब हमें कुछ s में मिल जाएगा तो यह ट्रांसफॉर्म अन्य वेरिएबल में परिवर्तन है और यह इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का सामान्य संदर्भ है हम पहले ही इसके एक उदाहरण का अध्ययन कर चुके हैं जो फूरियर रूपांतरण था इसलिए सामान्य तौर पर जब हमारे पास इस अभिन्न के माध्यम से ऐसे परिवर्तन होते हैं तो हमारे पास जब ऐसे ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल के द्वारा होते है हम उसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म केहते है तो हमारे पास जब ऐसे ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल के द्वारा होते है हम उसे इंटीग्रल ट्रांसफार्म 𝑓𝑡 केहते है तो यहाँ इस संदर्भ में इस 𝐾𝑠 𝑡 को विभिन्न फंक्शन के लिए ट्रांसफ़ॉर्म का कर्नेल कहा जाता है विभिन्न कर्नेल के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रांसफ़ॉर्म होते हैं और यह पैरामीटर 𝑠 जो रियल लाइन अथवा काम्प्लेक्स प्लेन और विभिन्न कर्नेल और 𝑎 और 𝑏 के विभिन्न मूल्य विभिन्न इंटीग्रल ट्रांसफार्म की और ले जाते है और विभिन्न ट्रांसफार्म का उदाहरण लाप्लास ट्रांसफार्म है जो अब हम अध्ययन करेंगे इस व्याख्यान में हमारे पास फूरियर रूपांतरण है जिसका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं लेकिन वहां हमने सीधे ट्रांसफार्म का परिचय नहीं दिया ऐसे इंटीग्रल के माध्यम से फूरियर रूपांतरण लेकिन एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि थी जहां फूरियर श्रृंखला से यह इंटीग्रल है और फिर हमने फूरियर रूपांतरण की शुरुआत की है फिर हमारे पास अन्य परिवर्तन भी हैं हैंकेल Hankel ट्रांसफ़ॉर्म मेलिन Mellin ट्रांसफ़ॉर्म वगैरह तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वापस आते है क्योंकि यह इस लेक्चर का मुख्य विषय है तो अगर हम यहाँ लेते हैं इस 𝐾𝑠 𝑡 इस कर्नेल 𝑒−𝑠𝑡 और हम सेट करते हैं 𝑎 0 और 𝑏 ∞ तो यह इंप्रोपर इंटीग्रल्स मतलब 0 𝑒−𝑠𝑡𝑓dt इस इसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 𝑓𝑡 कहते हैं और फूरियर मामले के लिए हम पहले ही यह कर चुके है हम इसे अब संबंधित कर सकते हैं तो यह 𝐾 𝑠 𝑡 एक फंक्शन है यहां 𝑒𝑖𝑠𝑡 𝑒 जहां 𝑎 को ∞ और 𝑏 को ∞ लिया किया गया हैं और फिर से इम्प्रॉपर इंटीग्रल और थाकभी कभी हम प्लस चिह्न या कभी कभी हम माइनस चिह्न लेते हैंऔर उसके अनुसार इनवर्स समायोजित किया जाता है ले तो यहाँ हम प्लस चिह्न के साथ चलते हैं इसलिए eistfdt फूरियर परिणत कहा जाता है और यह सामान्य गुण है जिस पर हम पहले ही फूरियर रूपांतरण के लिए चर्चा कर चुके हैं और इन सभी इंटीग्रल ट्रांफॉर्म में यह सामान्य गुण लिनियेरिटी है तो अगर हम यह इंटीग्रल ट्रांफॉर्म लागू इस अभिन्न लिनियेरिटी कॉन्बिनेशन α𝑓 𝑡 β𝑔 𝑡 मैं लगाएं तो हमें α इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ 𝑓𝑡 प्लस β अटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ 𝑔𝑡 मिल जाएगा तो यह इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का सामान्य संदर्भ है और अब हम फिर से लैपलेस ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देंगे तो तो लेप्लेस ट्रांसफॉरमेशन fका जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं परिभाषित किया गया है 0e stfdtऔर क्योंकि यह 𝑠 का फंक्शन हैहम आम तौर पर इसे निरूपित करते हैं 𝐹 𝑠 और इस 𝐿 प्रतीक लाप्लास के लिए प्रयोग किया जाता है तोलाप्लास 𝑓 का 0e stfdt है और यह s का एक फंक्शन है हम इसेनाम देते हैं 𝐹𝑠 तो स्वाभाविक रूप से मुद्दा यह है कि चूंकि हम यहां इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं इसलिए convergence का मुद्दा है तू यह सभी मायने रखता है जब इन प्रॉपर इंटीग्रल कुछ इंटरवेल में s में converge होता है यह पैरामीटर 𝑠 क्योंकि यह इस 𝑠 पर निर्भर करता है 𝑠 के सभी मानों के लिए नहींलेकिन कुछ 𝑠 के लिए इंटीग्रल मौजूद हैं और अगर यह मौजूद है कुछ 𝑠 के लिए 𝑠वहाँ कोई समस्या नहीं है तो फिर भी हम इस लाप्लास परिवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं और फिर हमें यह उल्लेख करना होगा 𝑠 कि सीमा इस लाप्लास परिवर्तन के साथ तो वहाँ हमेशा इस बारे में एक मुद्दा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल और convergence की भी वहां चर्चा करनी होगी और याद कीजिए इस तरह के इंटीग्रलइम्प्रॉपर इंटीग्रल 0Re stfdt को कन्वर्जन कहां जाता है अगर कोई limit होती है तो अगर हम वहाँ बदले ∞ द्वारा 𝑅 और फिर इस इंटीग्रल और बाद में हम इस limit को R से ∞ सेट कर सकते हैं अगर लिमिट मौजूद है तो फिर हम कहते हैं इन प्रॉपर इंटीग्रल convergent है अगर लिमिट infinite नंबर है तो तो एक और परिभाषा है जिसका उपयोग हम absolute convergent के लिए करते हैं तो यह इंटीग्रल converges absolutely जब हमारे पास limit है 𝑅 से ∞ integrand की absolute value के साथ तो एक साधारण simple convergence और पूर्ण absolute convergence में क्या अंतर है पूर्ण absolute convergence में हम integrand के absolute मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यदि यह converge करता है जो इस से अधिक कठोर है क्योंकि अब हम केवल positive मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां यदि यह absolute मूल्य के साथ integrand करता है तो हम कहते हैं कि यह integral यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल improper integral पूर्ण रूप से converge करता है ठीक है अब यह हो रहा है क्योंकि हम परिभाषाओं को जानते हैं तो आइए कुछ प्राथमिक कार्यों के साथ चलते हैं जिन्हें आसानी से इंटेग्रेट किया जा सकता है और फिर बाद में संभवतः अगले व्याख्यान में हम convergence और लाप्लास परिवर्तन के अस्तित्व के बारे में अधिक बात करेंगे तो अब हम कुछ उदाहरण जारी रखेंगे जो तुच्छ हैं जो सरल हैं लेकिन एक बार जब हम इन प्राथमिक फंक्शन के लाप्लास रूपांतर को जान लेते हैं तो इन प्राथमिक कार्यों की मदद से हम वास्तव में अधिक जटिल फंक्शन के लाप्लास रूपांतर को प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम बाद में देखेंगे तो यहाँ इस उदाहरण में हम मूल्यांकन करना चाहते है उदाहरण के लिए इस 𝑓 𝑡 1constant फंक्शन 1 जो सभी पॉजिटिव 𝑡 के लिए परिभाषित किया गया है तोलाप्लास रूपांतर की परिभाषा का उपयोग कर हमारे पास 𝑓 𝑡 का लाप्लास ट्रांसफार्म0e stfdtहै क्या के बदलने और फंक्शन जो 1 है तो स्वाभाविक रूप से इसे आसानी integrate किया जा सकता है और हमारे पास e st s है और फिर 0 से ∞ तक की सीमा है तो अब सवाल यह है कि क्या होगा जब हम ∞ को लेंगे इसका मतलब हम यहाँ रुचि कर रहे हैं अब इस 𝑒−𝑠𝑅 और limit 𝑅 से ∞ जहां संख्या क्या है तो स्वाभाविक रूप से यह s पर निर्भर करता है सभी s की वैल्यू पर नहीं यह एक सीमित संख्या है लेकिन जब s पॉजिटिव है तो अगर हम इस s को पॉजिटिव लेते हैं तब यह 𝑒−𝑠𝑅 और R से ∞ तक हम जानते हैं कि यह 0 होगा लेकिन यदि s नेगेटिव है तो s उसको आर के साथ पॉजिटिव बना देगा R से ∞ के तरफ जाएगा तो हम एक धारणा लेते हैं की s रियल और पॉजिटिव है इस मामले में यह integral 𝐿𝑡 1s में converge होगा क्योंकि यह उसे ∞ से 0 बना देगा और फिर 0 के लिए हमारे पास 𝑒−0 है जो 1 है इसलिए हमें मिलता है 1s और इस शून्य से भी प्लस हो जाएगा क्योंकि आप शून्य के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमें मिलता है 1s तो 𝑓𝑡 का Laplace transform 1s होगा और यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब लिमिट R ∞ की तरफ जाए तो वह s कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 था तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के साथ हमें एक्चुअली s का रेंज बताना होगा मतलब s रियल और पॉजिटिव है तो लेप्लास ट्रांसफार्म 𝑓𝑡 की वैल्यू 1s होगी अब के बाद से इस 𝑠 रियल और पॉजिटिव हो सकता है कि स्थिति हम देख चुके हैं और लाप्लास ट्रांसफार्म 1s था और कारण यह था कि क्योंकि क्युकी लिमिट 0 हो रही थी लेकिन अब क्या होगा अगर हम s complex नंबर ले क्योंकि हम s को complex नंबर लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो अगर हम स को काम्प्लेक्स नंबर ले इसका मतलब है 𝑠 𝑥 𝑖𝑦 तो क्या इस limit का क्या होगा क्योंकि हमारे पास लिमिट थी वहाँ थे 𝑒−𝑠𝑡 या 𝑒−𝑠𝑅 और फिर 𝑅 ∞ के तरफ ले गया तो यह अब चर्चा का विषय था तो यहाँ यदि हम इस s को प्रतिस्थापित करते हैं यदि हम 𝑠 को न केवल रियल और पॉजिटिव लेते हैं यदि हम यहाँ 𝑒−𝑥𝑖𝑦𝑅 s को एक complex संख्या लेते हैं और फिर हम अब रुचि रखते हैं कि इस limit का क्या होगा तो बजाय इस बात का अब हम यहाँ इस limit का विचार कर रहे हैं 𝑅 से ∞ और का absolute मान और हमारे पास हैं तो हम इस संख्या का absolute मान पर एक नज़र ले जा रहे हैं और यहाँ निरपेक्ष मान लगता है 0 है तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से यह भी 0 के लिए जाना जाएगा देखते हैं क्या होता है अब यह लिमिट है R से ∞ फिर हमारे पास है और 𝑒−𝑖𝑦𝑅 की absolute मान तो 𝑒−𝑖𝑦𝑅 की अब्सोलुटे वैल्यू की तरफ जाए तो यह 0 होगा अगर यह रियल s x से बड़ा होगा तब यह इस टर्म के कारन होगा यह रियल 𝑠 जो 𝑥 है अगर 𝑥 यहां पॉजिटिव है यह टर्म 0 की तरफ जाएगा और दूसरा टर्म होगा cos 𝑦𝑅 𝑖 sin 𝑦𝑅 और उसकी अब्सोलुटे वैल्यू तो यहाँ हम केहते है cos 𝑦𝑅 𝑖 sin 𝑦𝑅 हमारे पास है cos2 𝑦𝑅 sin2 𝑦𝑅 और जोकि 1 है तो यह 1 है और यह 0 की तरफ जा रहा है जब R ∞ की तरफ जरा है इस s0 की रियल वैल्यू के लिए तो यह होते हुए हम यह फिर से केहते है की हमारे पास वही स्थिति है अगर हम s को कॉम्प्लेक्स नंबर लेते है फिर अगर ∞ की तरफ जाते है यह 0 होगा और अगर यह t 0 की तरफ जाएगा हमारे पास यह 1s होगा तो इस जगह भी हमारे पास 1 का लाप्लास ट्रांसफार्म 1s होगा लेकिन हमारे पास यह स्थति है हमारे पास R है s की रियल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तभी यह संभव है की 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1s होग ठीक है नयी समस्या की तरफ चलते है हमें चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन्स का exponential प्रकार का मतलब हमारे पास है 𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑖𝑎𝑡 𝑒−𝑖𝑎𝑡 या हमारे पास 𝑒−𝑎𝑡 हो सकता है तो इस प्रकार क फंक्शन्स प्रायः एक सामान होते है तो हम एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे दूसरा इसी प्रकार निकला जा सकता है तो हमारे पास 𝑒𝑎𝑡 का लाप्लास है 0𝑒−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑡𝑑𝑡 तो यह 0𝑒−𝑠𝑡𝑒𝑎𝑡𝑑t हमने दोनों को जोड़ दिए है दो एक्सपोनेंट्स और यह होगा और अब यह इंटेग्रटे किआ जा सकता है तो हमारे पास है e t जहा t 0 से ∞ जा रहा ह तो फिर से यहाँ वही परेशानी है की इस exponential 𝑒−𝑠−𝑎𝑡 का क्या होगा जब यह t ∞ की तरफ जाएगा और पिछली स्लाइड से याद करते हुए अगर यह नंबर यहाँ पॉजिटिव है जब t ∞ तरफ बढ़ता है यह 0 की तरफ जा सकता है और इंटीग्रल मौजूद होगा तो इसे पॉजिटिव होने क लिए हम एक कल्पना करते है की s रियल और a से बड़ा है तब स्वाभाविक यह 0 को जाएगा जब लिमिट t ∞ को जाएगा तो यह एक हालत है की sa के लिए यह होगा और जब हम रखेंगे t0 स्वाभाविक यह 1s a होगा तो s के इस रेंज के तहत s a यह सीमा 0 पर जाएगी और हमारे पास इसका परिमित मूल्य हैअभिन्न दूसरी स्थिति फिर से जिसे पिछले एक के समान संभाला जा सकता है हमारे पास है विस्तार कि क्या होगा जब s एक जटिल संख्या है तो उस स्थिति में स्थिति इस वजह से फिर से सामने आएगा कि यदि वास्तविक s a से बड़ा है तो यह संतुष्ट होगा और हम होगा जब सीमा t ∞ तक पहुंचती है तो मान फिर से 0 होगा तो अंत में हमरे पास 1s a है मान इस इंटीग्रल का यह improper integral दिए गया है या तो हम जिसे केहते है sa या हम इसे केहते है s 0 से बड़ा है तो यह इसके लिए अधिक सामान्य डोमेन है और अगर यदि हम मानते है की s रियल नंबर है तब s को a से बड़ा होना चाहिए लेकिन हमारे पास है 1s a यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसी प्रकार हम उदाहरण के लिए 𝑒𝑖𝑎𝑡 का निकाल सकते है और इस स्थति में हमने 𝑒−𝑠𝑡 के साथ जोड़ा है हमारे पास 𝑒−𝑠−𝑖𝑎𝑡 है इसलिए इस बार हमारे पास यह 𝑖𝑎 है और अब यदि हम फिर से देखें कि t ∞ पर जाने पर क्या होगा तो उस स्थिति में हमारे पास 𝑒−𝑠−𝑖𝑎𝑡 है और अगर हम absolute मान ले और उसके बाद मे गणना करे की क्या होगा अगर t ∞ की तरफ जाएगा तो इस मामले में स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी अलग है यहाँ हमारे पास 𝑒−𝑠𝑡 एक term है और अन्य शब्द के रूप में साथ है 𝑖 तो अन्य है 𝑒𝑖𝑎𝑡 𝑒𝑖𝑎𝑡 जिसका मान 1 है इसलिए हमारे पास केवल 𝑒−𝑠𝑡 है और इस limit के साथ इस 0 को पाने के लिए बस शर्त है कि 𝑠 सिर्फ 0 से अधिक होना चाहिए या real होना चाहिए s 0 से अधिक होना चाहिए तो यह शर्त के तहत ∞ संभाला जा सकता है और फिर हमारे पास यह मूल्य है जब t 0 की तरफ जाएगा इसका मतलब यह है 1s ia का मान 𝑒𝑖𝑎𝑡 होगा इसी प्रकार का नतीजा लेकिन पर यहाँ अंतर है की s की सिमा यहाँ रियल और पॉजिटिव है जबकि यहाँ सिमा थी s रियल और a से अधिक और a है यह exponent इसी तरह हमारे पास है 𝑒−𝑖𝑎𝑡 तो उसका नतीजा 1s ia इसके बजाए 1siaयह होगा उसी बंधन क साथ की s का मान रियल और 0 से बड़ा होगा तो यह एक और प्राथमिक कार्य था exponential function जिसे हम आसानी से संभाल सकते हैं और हमकी इस श्रृंखला मिल सकती 𝑠 नीचे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब यहां क्या का होगा जब यह t ∞ की तरफ जाएगा एक और सरल कार्य है जो हेविसाइड फ़ंक्शन है और हम इसके लाप्लास परिवर्तन की गणना कर सकते हैं तो यहां हम इस फ़ंक्शन को परिभाषित कर रहे हैं हीविसाइड 𝑢𝑡 a या कभी कभी इसे रूप में भी परिभाषित किया जाता है 𝐻𝑡 a इसलिए यह संकेतन है और यहां यह कहता है कि 𝑡 a के लिए मान 0 है और 𝑡≥𝑎 के लिए इस function का मान 1 है तो इसे फिर से integrate करने के लिए सरल function है तो यह उसके सामान है जो हमने पहले constant फंक्शन लिए था 1 पर यहाँ सिमा है a से ∞ नाकि 0 से a क्युकी 0 से a मान 0 है तो इस इंटीग्रल की गड़ना करने पर अगर हम यह u को रखते है इस परिभासा मे तो क्या होगा हमारे पास है a से ∞ और 𝑒−𝑠𝑡 और क्युकी फंक्शन 1 है तो इस integration क बाद हमारे पास है e st sऔर limit a से ∞ और फिर से वही स्थति की जब यह s रियल s पॉजिटिव और यह s स्वाभाविक पॉजिटिव है यह t ∞ की तरफ जाएगा और वह term ख़तम हो जाएगा और जब ta फिर हम कह सकते है की यह e ass है तो जब a उदाहरण क लिए 0 है तो यह पूर्णतः वही है जब हमारे पास लाप्लास 1 थ क्युकी जब a 0 है तो हमारे पास है e0 मतलब लाप्लास होगा 1s क्युकी सीमा है 0 से ∞ फंशन है 1 केवल एक चीज यह है कि यह फ़ंक्शन पूरी रियल एक्सिस की सिमा पर परिभाषित किया गया है लेकिन यह 0 है ∞ से a तक ठीक है वह हैविसिसडे फंक्शन था जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म e ass है तो यह मान्य है जब s पॉजिटिव है क्युकी यह स्थति हमें यहाँ से मिली थी तो सिर्फ यही टर्म 0 होगा ठीक है तो एक और महत्वपूर्ण function है और बहुत प्राथमिक और यह अधिक जटिल कार्यों की गणना करने के लिए कई बार फिर से उपयोग किया जाएगा जो tn का लाप्लास transform है इसलिए एक बार जब हम tn का लाप्लास transform को जान लेते है तो हम किसी भी बहुपद के लाप्लास रूपान्तरण की गणना कर सकते हैं तो यहाँ हम ले जा रहे हैं tn का लाप्लास transform जहां 𝑛 है 1 2 3 आदि तो लाप्लास tn इस द्वारा दिया जाता है 𝑒 𝑠𝑡 और हमारे पास है tn इसलिए यह है tn और e st s यहाँ यह है e st sऔर यहाँ हमारे पास है और tnका डिफ्रेंटिएशन लिए जा सकता है ntn 1 तो हमने इसे डिफ्रेंटिट टुक्रो मे किआ है इसको दूसरा फंक्शन समझ कर यह पैहला फंक्शन है तो यह जैसा है वैसा ही रहेगा फिर इसका integration इसी तरह यहाँ भी आएगा तो अब पहले भाग में जब इसमें 𝑡 ∞ के पास जाते है तो यह सोचते हैं कि यह 𝑠 positive है या real 𝑠 positive है उस मामले में इस 0 के पास जाएगा और जब 𝑡 0 के पास जाएगा फिर से इसकी वजह से tn 0 के पास जाएगा तो करने के लिए पहले term वास्तव में इस धारणा के साथ गायब हो जाती है कि 𝑠 positive है या यह real 𝑠 positive है इन दो शर्तों के तहत गायब हो जाएगा तो हमारे पास ns0e sttn 1dt है और हमारे पास यह reduction है tn 1 इसका अर्थ यह है कि हम इस तरह का recurrence realtion प्राप्त कर सकते हैं कि tnका लाप्लास tn 1 हैं factor nsके साथ तो चलिए इसे तैयार करते हैं तो हमारे पास हैं tnमान है ns tn 1 क लाप्लास मे तो इस रिलेशन क साथ इस recurrence relation के साथ हमें मिल सकता है closed फॉर्म तो यहाँ हम induction principle उपयोग करेंगे तो जब हम लेते है n1 इसका मतलब है t का लाप्लास 1s है और यह लाप्लास 1 है तो हम यह लाप्लास 1 जानते है जो की 1s था तो हमे मिलता है 1s2या जिसे लिखा जा सकता है 1 जो की 1 की वैल्यू है तो हमे मिलता ह 1 क्यों हमने लिखा है 1 यह आगे पता चलेगा सो जब हम रखते है n2 क्या होगा इस reation का की t2 का लाप्लास होगा 2s यहाँ से तो इस relation क साथ अगर हम यहाँ जाते है t2 का लाप्लास 2s होगा और t का लाप्लास तो हमारे पास t का लाप्लास पहले से ही है जोकि 1s2 और हमारे पास है 1s2 तो यह बन जाएगा s3 तो यहाँ 2 अगर हम मानते है n1 यह n2 क लिए सत्य है यह होगा 2 s3 तो हु जानते है यह क्या होगा 𝐿𝑡𝑛 कुछ नहीं बल्कि n sn1 है और इस सूत्र क होने पर हम कोशिश कर सकते है ा की गड़ना करने की फिर से इस relation क साथ हम जानते है हमारे पास है n1s और लाप्लास tn का जो की यहाँ पता है तो यह होगा 𝑛1 𝑠𝑛2 और फिर हमारे पास है tn का लाप्लास जोकि 𝑛 𝑠𝑛1 है एक टर्म रद्द हो जाएगा हमारे पास यहाँ है n 𝑠𝑛1 और स्थिति स्वाभाविकता हमारे पास यहाँ है की रियल s0 तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उपयोग किया गया जो की वैध है रियल s0 तो वास्तव मे हमें मिला यह relation की tn का लाप्लास 𝑛 तो यह बहुत उपयोगी रिजल्ट है जोकि पोलीनोमिअल के मूल्यांकन और बहुत से दूसरे functions के लिए उपयोग किआ जा सकता है जब भी tn दिखाई देगा तो वास्तव में हम और अधिक सामान्य परिणाम यहाँ है की लाप्लास 𝑓𝑡 है ty जहां −1 तो अब हम पूर्णांकों के लिए यहां प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास है 𝑡γ γ एक real संख्या 1 से अधिक है तो इस मामले में भी हम लाप्लास परिवर्तन की परिभाषा को लागू करके फिर से लाप्लास परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं यह प्रतिबंध यहां क्यों है जो एक मिनट में स्पष्ट हो जाएगा अगर हम इस u को इस integral मे रखते है अगर हम इस u को st से बदल देते है इसका मतलब du sdt होगा तो t वेरिएबल u से बदला गया है अब मानते है s पॉजिटिव है तो जब s पॉजिटिव होगा लिमिट उसी तरह रहेगी 0 से ∞ हमारे पास है 𝑒−𝑢 क्युकी st u है और फिर t yहै और dt है dus तो इस इंटीग्रल क होते हुए हमे चाहिए यह गामम्मा इंटीग्रल जो की अब दिखाई दे रहा ह तो हमारे पास है 1𝑠1 जोकि यहाँ से आ रहा है और हमारे पास है 𝑒−𝑢𝑢𝛾 और यही गामा function की परिभासा है बस याद करते हुए तो हमारे पास है Γ𝑝 0 𝑢𝑝−1𝑒−𝑢𝑑𝑢 पॉजिटिव p क लि यह वैद्य है पॉजिटिव p और यह Γ𝑝 𝑢𝑝−1 परिभासित है तो यहाँ हमारे पास है 𝑒−𝑢𝑢𝛾 तो इस परिभासा के अनुसार इसका मन यह होगा तो 𝑡𝛾 का लाप्लास और यह integral यहाँ Γ है यह पहले ही था और इस बंधन के अनुसार p0 इसका मतलब है 1 0 इसका मतलब है 1 इस गामा इंटीग्रल क convergence क लिए तो हमने पाया 𝑡𝛾 का लाप्लास 𝛾 यह रियल नंबर है और एक गामा फंक्शन है तो दोनों का नाम गामा है तो यहाँ 1s1 यह सूत्र है जो हमारे पास है t के पावर के लिए कोई भी रियल नंबर 1 से बड़ा है अगर हम लेते है 𝛾 को 123 मतलब integers अगर हम बदलते है 𝛾 को integers क साथ फिर क्या होगा हम इस संबंध को जानते हैं कि यह Γ𝛾 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा बल्कि γ होगा तो हम यहाँ से बदल सकते हैं y और हम मूल परिणाम पर वापस आ जाते हैं जो हमारे पास पूर्णांकों के लिए है तो वास्तव में यह एक अधिक सामान्य परिणाम जो t के power कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता कोई वास्तविक संख्या अधिक से अधिक 1है इसके बाद अगले उदाहरण के लिए function यहां है 𝑎0 𝑎1𝑡 𝑎2𝑡2 ⋯ 𝑎𝑛𝑡𝑛 तो यह सिर्फ विभिन्न powers का एक linear combination है 𝑡 और स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि लाप्लास linearity property प्राप्त है इसलिए हम यहां प्रत्येक पद के लिए लाप्लास परिवर्तन लागू कर सकते हैं और फिर हम प्राप्त कर सकते हैं तो कि इसका मतलब है इस sum का लाप्लास 𝑡𝑘 लाप्लास का sum हो जाएगा और हम पता है 𝑡𝑘 का लाप्लास k तो हम मूल रूप से परिणाम मिला बस linearity property का उपयोग कर लेकिन सिर्फ एक टिप्पणी जो कुछ अन्य व्याख्यान में चर्चा की जा सकती है कि सामान्य रूप में अनंत श्रृंखला के लिए बहुत जब 𝑖 1 अनंत को यहाँ हम finite संदर्भ था इसलिए कोई समस्या नहीं है कि हम रैखिकता का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म टर्म को टर्म से ले कर श्रृंखला के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि लाप्लास रूपांतरण लेने के बाद नई श्रृंखला conveergent श्रृंखला नहीं हो सकती है इसलिए हमें फिर से अभिसरण मुद्दों पर चर्चा करनी होगी और सामान्य तौर पर लाप्लास शब्द को शब्द से लेना संभव नहीं है यहां हमारे पास अगला उदाहरण है cosh 𝜔𝑡 cos 𝜔𝑡 sinh 𝜔𝑡 sin 𝜔𝑡 के लाप्लास को खोजना तो ये भी प्राथमिक कार्य हैं लेकिन हम यहां महसूस करेंगे कि इन कार्यों को वास्तव में expoential function के संदर्भ में लिखा जा सकता है और हम पहले से ही expoential function का परिणाम जानते हैं तो उदाहरण के लिए इस cosh 𝜔𝑡 ewte wt2 है और फिर हम लाप्लास transform के linearity property का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ हमें पता है 𝑒𝜔𝑡 का लाप्लास तो हमारे पास यहाँ लाप्लास है 1s wऔर 1sw तो हमें मिलेगा 1s2 w2 जहा यह रियल s w से बड़ा होगा क्युकी याद रखिये की यह नतीजा देगा 𝑒𝜔𝑡 इसका लाप्लास था 1s w सभी रियल sw के लिए और यहाँ हमारे पास real positive 𝑠w है इसलिए किसी भी स्थिति में जब हम दोनों को मिलाते हैं तो यह अब वास्तविक 𝑠 w के लिए मान्य है तो यह cosh wt है और फिर हमारे पास cos 𝜔𝑡 है इसलिए हमारे पास फिर से exponential function eiwte iwt2है फिर से यह linearity केहती है हमें ा 𝑒𝑖𝜔𝑡 और 𝑒−𝑖𝜔𝑡 लाप्लास चाहिए exponential function जो हम पहले निकल चुके है तो हमारे पास है 1 s iw1 siw और यह वैद्य है रियल पॉजिटिव s के लिए तो इसे सरल करके हमें मिला था ss2w2 तो यह laplace है cos 𝜔𝑡 का अब हमारे पास है ss2w2 और यह वैद्य है रियल पॉजिटिव s क लिए अब आते है इस sinh 𝜔𝑡 पर उसी प्रकार के बंटवारे के साथ हम प्राप्त कर सकते है 𝜔s2 w2 और sin 𝜔𝑡 का laplace वहा इस s के बजाए w दिखेगा और हमारे पास वही तरीका है इस laplace transform को निकलने का तो हम यहाँ उदाहरण के लिए है अगर यदि आप 2𝑡 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना चाहते है फिर से यह फंक्शन को इस ज्ञात ट्रांसफॉर्म मे बदला जा सकता है तो f2𝑡 को लिखा जा सकता जय 𝑒ln2t तो हमारे पास फिर से यह 2𝑡 को लिखा जा सकता जय 𝑒ln2tहै तो क्या फॉर्म है exponential function at का जहा a है ln2 तो इसे फिर से उपयोग किआ जा सकता है इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्राप्त करने क लिए जो देगा 1s a और a 2 है तो हमारे पास है 1s ln2 जहा sln2 आखिरी उदाहरण में जगह हम पता लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे फंक्शन का जो की परिभाषित हैा tc के द्वारा 0 से c तक और tc क लिए यह परिभासित है 1 तो यह भी एक कडहिं फंक्शन नहीं है अब हम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म की परिभासा लगा सकते है की 𝑒−𝑠𝑡और tc है और दूसरे केस क लिए हमारे पास है 𝑒−𝑠𝑡 जो है tc हमारे पास यह है वह और अब हम integrate कर सकते है इसे टुकड़ो मे फिर से tc यह पाने क लिए यहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है 𝑒−𝑠𝑡s और फिर से दो बार हमे इंटेग्रटे करना होगा तो यह s2 आएगा 𝑒−𝑠𝑡 क साथ और यह 0 से c और यहाँ फिर से हमारे पास है 𝑒−𝑠𝑡 इंटेग्रटे करने क बाद है 𝑒−𝑠𝑡s और c से अनंत तक तो यह सरलीकृत किया जा सकता है देखने क लिए की f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 e sccs2 तो हमने क्या देखा की एक बार हम जान जाए बहुत सिंपल फंक्शन क लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे की फंक्शन 1 का फंक्शन 𝑡𝑛 या 𝑡𝛾 का और exponential functions का तो ये सबसे बुनियादी हैं एक और फिर कई अन्य कार्य जिन्हें हमने कॉस साइन कॉस हाइपरबॉलिक वगैरह या 2𝑡 देखा है उन्हें सीधे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सरल linearity property का उपयोग करके गणना की जा सकती है और हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं य इस linear combinations का इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए हमने इन संदर्भों का उपयोग किया है और केवल सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्यों को समाप्त करने के लिए जिन्हें हमने आज के व्याख्यान में शामिल किया है फ़ंक्शन 1 जिसका लाप्लास परिवर्तन 1sहै इस रियल s0 के लिए 𝑒𝑎𝑡 क लिए हमारे पास है 1s a और बंधन था की s रियल हो और a से बड़ा हो लाप्लास cos 𝜔𝑡 ss2w2 था और sin 𝜔𝑡 का था ws2w2 तो तो हमकी लाप्लास है tn वह है 𝑛 𝑠𝑛1 और यह वैध है 𝑠 positive real के लिए और यह बाद मेसामान्यीकृत किया गया था लाप्लास ट्रान्सफोर्मम ty का पाने क लिए जो है y1s1 और यह वैद्य है 1 और s के पॉजिटिव क लिए यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म मौजूद है तो ये सबसे बुनियादी प्राथमिक कार्य हैं जिनका उपयोग कुछ और जटिल कार्यों या इनके संयोजनों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किया जा सकता है जिसे हम कुछ अन्य व्याख्यानों में देखेंगे इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं